Fundamentals of Electrical Engineering Prof Debapriya Das Department of Electrical Engineering Indian institute of Technology Kharagpur व्याख्यान 43 सिंगल फेज AC सर्किट्स जारी तो यह इस एक की तरह एक दूसरा उदाहरण लेगा ठीक है Refer Slide Time 0026 तो मेरा अर्थ है इससे पहले जबकि यह है फेजर आरेख ड्रा करने के लिए यह पिछला उदाहरण है तो इस मामले में कि सभी पॉवर संतुलन सब कुछ दिखाया गया है Refer Slide Time 0032 लेकिन यह दिया गया है V1V2V3 यह फेजर क्वांटिटी है Refer Slide Time 0036 तो V1 वास्तव में यहाँ rV1 3847 r कोण 595 o था तो इस मामले में बस रूकिये तो इस मामले में यह rV1 है यह rV1 है इसी तरह यह rV2 है और यह r है थोड़ा बहुत ऊपर बस रूकिये Refer Slide Time 0108 तो यह rV3 है तो अब यह rV1 है तो V1 30 है मैं यहाँ लिख रहा हूँ 3847 कोण 59 इसे करना है जिस तरह से करते है वे वैक्टर के लिए कॉल किये जाते है वैक्टर समान चीज का अध्ययन करते है तो V1 फिर V2 V2 यह एक है 7692 कोण 305o फिर यह एक V3 V3 माना यहाँ मैं इस तरह से लिख रहा हूँ 142 j1592 अगर इस सब चीज को जोड़ दें तो पता चलेगा r जिसे कहते है यह होगा 100 कोण 0 o तो इसका अर्थ है करना होता है परिमाण को ना जोड़ें इस फेज 3847 को कंसीडर करना होता है मतलब कोण 59 मतलब 3847 595oo का cosine j 3847 sine 595 o इसी प्रकार इस एक के लिए और यह एक पहले से ही यह है रियल और संख्यात्मक यह यहाँ लिखा गया है तो इसीलिये मैंने लिखा है तो के समझने योग्य है तो अगला उदाहरण हम इस एक को लेंगें यह यह एक बहुत ही दिलचस्प उदाहरण है एक उदाहरण को देखें बहुत मदद मिलेगी Refer Slide Time 0222 उदाहरण के लिए यह है r एक सरल सीरीज सर्किट करंट परिमाण दिया गया है इस I r 35 एम्पीयर के माध्यम से बह रही है तो यह एक जानते है यह तात्कालिक ध्रुवीयता है माना यह है यह - है और यह करंट के माध्यम से बह रही है यह सर्किट सीरीज R और यह है एप्लाइड वोल्टेज V द्वारा के माध्यम से बह रही है तो R के अक्रॉस वोल्टेज दिया जाता है 25 वोल्ट यह परिमाण है माना यह है 25 वोल्ट कोण नहीं ज्ञात है और इस चीज के अक्रॉस माना यह एक इंडक्टर है जिसमें प्रतिरोध होता है छोटा r भी और इंडक्टेन्स भी माना L तो इस एक के अक्रॉस माना वोल्टेज 40 वोल्ट यह परिमाण है और यह एक संधारित्र है जिसके अक्रॉस वोल्टेज माना V3 है तो V3 यह दिया गया है 45 वोल्ट तो यह 45 वोल्ट है यह परिमाण है यह परिमाण है और अक्रॉस इस पॉइंट से इस पॉइंट तक इस पॉइंट से इस पॉइंट तक वोल्टेज माना V4 यह 50 वोल्ट दिया गया है यह 50 वोल्ट दिया गया है तो देखें अगर जैसा एक DC सर्किट करता है उसकी तरह ना जोड़ें अगर मिलता है 40 25 यह 65 है यह सही नहीं है क्योंकि फेज कोण को कंसीडर करना पड़ता है लेकिन हम नहीं जानते है केवल परिमाण ज्ञात है परिमाण ज्ञात है इसीलिये यहाँ से यहाँ तक यह 50 वोल्ट है इसका अर्थ है इसके पास कुछ फेज कोण है हम उन्हें देखेंगें संधारित्र के अक्रॉस यह वोल्टेज 45 वोल्ट है तो ये सभी परिमाण है इस बड़े को ज्ञात करना ही होगा बस मुझे आइये इसे साफ करें यह यह R यह R तब छोटा r तब L फिर उस सप्लाई वोल्टेज की आवृत्ति यह f और वोल्टेज V वह सप्लाई वोल्टेज V है ये चीजें है जिन्हें हमें ज्ञात करना है और यह एक करंट करंट का परिमाण वह दिया जाता है माना I 35 एम्पीयर Refer Slide Time 0421 तो अब जब हम इस समस्या को हल करेंगें तो हम मान रहे है कि rV1 मैने बताया था 25 वोल्ट V2 40 वोल्ट V3 45 वोल्ट और यह वोल्टेज 50 माना V4 50 वोल्ट माना V4 ये सभी परिमाण V4माना 50 वोल्ट तो अब सामान्यतः उदाहरण के लिए करंट का परिमाण I माना V3 अपोन xe तो आइये इसे साफ करें Refer Slide Time 0455 उदाहरण के लिए इस सर्किट में होता है r अंतर्ज्ञान से यह पता लगाना है कि यह करंट बह रही है यह करंट बह रही है सर्किट I के माध्यम से यह वोल्टेज परिमाण 55 r वोल्ट ज्ञात है अर्थात rV3 और संधारित्र 50 माइक्रो फैराड है तो तब यह वह r है जिसे कहते है करंट परिमाण और यह यदि यह यह अगर यह रीएक्टेन्स है xc है तो V बाय xc r I अर्थात r 35 एम्पीयर ये परिमाण है यह भी परिमाण है यह भी परिमाण है लेकिन xc बराबर है 1 अपोन ω c इसका अर्थ है अगर पुट करें xc 1 अपोन ω c यह हो जाएगा Vω cI35 यह वोल्टेज यह वास्तव में यह V3 है इसीलिये हमने ले लिया है तो यह V3 है यह V3 है तो Vc ज्ञात है V3 ज्ञात है ω2 πpi f जिसमें से f मिलेगा तो इस तरह से पता लगा सकते है f की वैल्यू क्या है Refer Slide Time 0553 तो अगर इस पर गौर करें तो V3 अपोन x है तो x 1 अपोन ω c तो जिस से हमें मिलेगा f 2475 किलो हर्ट्ज किलो हर्ट्ज इसी तरह rV1 वोल्टेज अक्रॉस प्रतिरोध बड़ा R 25 वोल्ट है तो यह 25 वोल्ट है और I यह 25 वोल्ट है परिमाण 35 एम्पीयर तो बड़ा R 0714 Ω तो हमें बड़ा R मिला हमें आवृति भी मिली कि 2475 किलो हर्ट्ज अब अगला है वह इस आरेख से Refer Slide Time 0628 अब सवाल है यह इस तरह से दिया गया है सर्किट को देखें इस तरह से है कि V1 वह रसिस्ट वोल्टेज अक्रॉस बड़ा R 25 वोल्ट है यह मेरा V1 और V2 है V2 40 वोल्ट दिया गया है 40 वोल्ट अब सर्किट इस तरह से थे यह मेरा बड़ा R है यह मेरा छोटा r है तब इंडक्टेन्स L और फिर मेरा कैपेसिटेंस वह है यह छोटा r है यह L है अब वोल्टेज इस पॉइंट से इस पॉइंट तक यह दिया जाता है r 50 वोल्ट यह r 50 वोल्ट है अर्थात rV4 है यह है r दिया गया है 50 वोल्ट तो इस एक R के अक्रॉस यह वोल्टेज दिया जाता है यह 25 वोल्ट है अर्थात V1 इसके अक्रॉस यह भी दिया जाता है कि इंडक्टर यह 40 वोल्ट है लेकिन उनकी फेजर क्वांटिटी का अर्थ है कि वहां कुछ कोण होना चाहिए तो इस मामले में चूँकि V1 20 है या जिसे हम कहते है कि R के अक्रॉस वोल्टेज ड्राप V1 अर्थात r 25 वोल्ट दिया गया है तो इसे साफ करें तो इस एक को दिया जाता है माना संदर्भ के रूप में माना 25 वोल्ट है और V2 यह rV1 है Refer Slide Time 0740 और rV2 है यह एक अर्थात r40 वोल्ट यह rV1 है और यह rV2 है और यह वोल्टेज V4 V और यह कोण थीटा बना रहा है क्योंकि ये वोल्टेज परिमाण दिए गए है तो उस मामले में क्या होगा कि कैसे फिर से हमारे पास पहला हमारे पास है सभी परिमाण जानते है तो हमें त्रिकोण के लिए ज्ञात करना है कोण जिन्हें उस कोसाइन लॉ तक जाना है तो आम तौर पर जानते है कि उदाहरण के लिए मान लें यहाँ यह स्वयं ही मैं बना रहा हूँ यह मदद करता है Refer Slide Time 0812 मान लीजिए यह कोण A है तो यह विपरीत आर्म है a मान लीजिए यह कोण B है यह विपरीत आर्म है b है और यह कोण माना यह C है बड़ा C तो यह विपरीत आर्म C है आयत जानते है इस से जानते है साधारणतः जानते है यह a है यहाँ मैंने A लिया है मतलब A थीटा तो इस से जानते है कि cosine Ab स्क्वायर c स्क्वायर a स्क्वायर विभाजित बाय 2bc जानते है तो उस मामले में cosine A का अर्थ है यह cosine थीटा है यह थीटा A है cosine A r b स्क्वायर c स्क्वायर तो यह मेरा b है तो यहां यह होगा 50 स्क्वायर c स्क्वायर मतलब 25 स्क्वायर a स्क्वायर 40 स्क्वायर विभाजित किया जाता है बाय 2 b c तो मैं केवल उस सूत्र का उपयोग कर सकता हूं आइये इसे साफ करें हमने यह सूत्र लिखा है तो यह वास्तव में मैंने बताया था कि हम इसे कैसे करेंगें वह cosine r त्रिकोण जो कि कक्षा 11 की गणित में है त्रिकोणमिति से लिया है तो इस एक को लिख सकते है 40 स्क्वायर 50 स्क्वायर 25 स्क्वायर 25 से 25 cos थीटा Refer Slide Time 0929 तो यहाँ से प्राप्त करेंगें cos थीटा r यह एक तो इससे प्राप्त करेंगें cos थीटा 061 और इस साइड इसका अर्थ है r क्षैतिज साइड यह होगा 50cosr50cosr 524 यह यहाँ से यहाँ यह है r 50cos524 o क्योंकि थीटा r 524 o होगा तो इसका अर्थ है अगर अगर 50cos524 o लें यह वास्तव में बन जाएगा माना लगभग 305 इसका अर्थ है यह 25 भी उनका वोल्टेज ड्राप था इस बड़ा R के अक्रॉस तब r 305 -यह 25 2555 तो यह है r 55 यह वोल्टेज ड्राप है अक्रॉस छोटा r तो वोल्टेज ड्राप अक्रॉस छोटा r 55 है इसका अर्थ है I छोटा आर 55 I 35 एम्पीयर दिया गया है तो छोटा r 55 बाय r 35 Ω बाद में दी गई गणनायें और यह और यह ऊर्ध्वाधर एक 50 sine524 o है तो यह 39061 है तो इसे साफ करें Refer Slide Time 1101 तो यहाँ से प्राप्त कर रहे है थीटा 525 o और यह मैंने बताया कि यह 305 वोल्टेज ड्राप होगा r के अक्रॉस 55 वोल्टेज होगा Refer Slide Time 1116 और L के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप यहाँ यह वोल्टेज है यह L के अक्रॉस r वोल्टेज ड्रॉप 3961 o होगा क्योंकि यदि लेते है यह है यह चीज यह r jLω है तो यह r jLω है यह उस r इंडक्टर का इम्पिडेंस है तो यह छोटा r है और यह इसके लिए ऊर्ध्वाधर प्रोजेक्शन 396 है तो यह इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप है अर्थात rV L 3961 वोल्ट तो आइये इसे साफ करें Refer Slide Time 1145 तो यहाँ मैं L के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप 3961 वोल्ट लिख रहा हूँ तो Ir मैंने कहा 55 तो r 0157 Ω इसी तरह I X L ये सभी परिमाण 3961 है X L rLω है तो L 2 पाई और ω वास्तव में हमें वह मिला है जिसे कहते है r2 पाई r aω 2 पाई f यह एक यहाँ यहाँ X L Lω यह है L 2 पाई f तो f हमें मिला है 2475 किलो हर्ट्ज 2475 इनटू 1000 तो इसीलिये यह इसे गुणा किया जाता है द्वारा इसे हर्ट्ज में परिवर्तित किया जाता है यह किलो हर्ट्ज था तो गुणक और यह 2 पाई है और यह L 396 है यदि इस L की गणना करें 0073 मिली हेनरी हो जाएगा तो इस तरह से यह किया गया है Refer Slide Time 1245 अब अगला वह है जिसे कहते है सप्लाई वोल्टेज V सप्लाई वोल्टेज V वास्तव में यह एक सर्किट इस जैसा था नहीं यह बड़ा R था तब इंडक्टर्स बस इसे साफ करने दें यह है बड़ा R nr छोटा r फिर इंडक्टर फिर संधारित्र और जो कहते है यह r यह L है और यह r बड़ा R है तो इसीलिए और सप्लाई वोल्टेज था इस एक को जो कहते है यह एक r था सप्लाई वोल्टेज अर्थात rV यह सप्लाई वोल्टेज है यह इसके अक्रॉस यह यह V1 है इसके अक्रॉस यह V2 है इसके अक्रॉस यह V3 है और इस पॉइंट से इस पॉइंट इस पॉइंट से इस पॉइंट हमने इसे V4 में लिया तो V1 25 वोल्ट है V2 40 वोल्ट और V4 जो कहते है 50 वोल्ट और V3 r 45 वोल्ट तो उससे फेजर चीज से हम लिख सकते है कि Vactually V4 क्योंकि यहां से यहां तक यह V4 है आरेख को देखें V3 मेरा अर्थ है अगर मैं आरेख पर आ गया हूँ आइये इसे साफ करें यदि मैं सर्किट आरेख पर आता हूं यह एक फेजर क्वांटिटी है जो हम वैक्टर के समान कार्य करते है Refer Slide Time 1408 यदि मैं फेजर आरेख पर आता हूं तो यह मेरा V3 था और यह मेरा V4 था तो मेरा V4 I क्षमा करें V V4 V3 एक फेजर है हर बार जब मैं शीर्ष पर एरो नहीं पुट कर रहा हूं तो यह समझ में आता है तो V V4 V3 कि V तो फेजर फॉर्म में यदि इसे बनाते है यह कुछ इस तरह से होगा Refer Slide Time 1437 तो यह है r V यह V4 यह rV4 है और यह कुल यहाँ से यहाँ तक यहाँ से यहाँ तक V4 तब यह वोल्टेज और यहाँ से यहाँ तक यह वोल्टेज यह है r VrV1V2V3 संधारित्र के अक्रॉस वोल्टेज अर्थात V3 माना V3 V c है और यह वास्तव में 45 वोल्ट है तो 5वें फेज में आरेख में त्रिकोण आरेख में हमने देखा यह 3961 था इसका अर्थ है यह यहाँ से यहाँ तक यह भाग 45 3961 होगा क्योंकि V V4 rV3 तरीका जो यह बनाता है है rV3 यह rV3 है जिस तरह से यह लिया जाता है एक बहुत ही दिलचस्प समस्या है यह एक तो फिर अगर अंतर लें तो यह भाग 45 3961 होगा Refer Slide Time 1535 इसका अर्थ है यह है हमारी करंट रिपल यह I यह b है एक 25 वोल्ट I के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप द्वारा 55 तो I वास्तव में हमने वह लिया है माना 35 कोण 0 o यह मेरा संदर्भ पॉइंट संदर्भ करंट है तो वोल्टेज यहाँ यह लैग कर रहा है यह लैगिंग वोल्टेज है लैग कर रहा है क्योंकि वोल्टेज फेजर यहां आ रहा है तो अब हमें गणना करनी है कि यह कोण करंट और वोल्टेज के बीच का कोण यह कोण अल्फा है यह कोण यहाँ अल्फा दिया गया है तो tan अल्फा होगा अगर देखें कि तो टैन अल्फा होगा यह मेरी ऊँचाई है 539 25 55 से विभाजित करें से विभाजित यह होगा 3550 अल्फा tan इनवर्स यह एक तो यह एक हमने गणना की है यह एक हमने गणना की है तो यह है वह है जो V3 यहाँ संधारित्र के अक्रॉस वोल्टेज की वजह से ड्रा किया गया है तो इसे यहाँ ड्रा किया गया है इसका अर्थ है यह एक लंबवत है यह यह एक है जो कुछ भी मैंने बताया था Refer Slide Time 1632 तो इसका अर्थ है V होगा है और परिमाण यहां होगा और वोल्टेज का यह परिमाण यहां वोल्टेज का परिमाण होगा V Refer Slide Time 1639 यह एक कोण त्रिकोण है तो यह होगा r रूट ओवर 539 स्क्वायर और यह लंबाई है 25 55 तो 305 स्क्वायर वोल्ट जो कुछ भी यह आता है तो इसीलिए सिर्फ मिनट तो इसीलिए ये गणनायें की गई है कि यह r है लगभग 31 वोल्ट अल्फा मैंने बताया था यह होगा tan इनवर्स 539 अपोन 305 10 o Refer Slide Time 1712 और पॉवर फैक्टर होगा cos10 o09848 और उस के अक्रॉस वोल्टेज जिसे कहते है वहां दो है जिसे प्रतिरोध कहते है यह बड़ा R है और यह r छोटा है तो कुल जोड़ा गया और करंट I है तो I स्क्वायर r यह आता है 10669 किलोवाट इसी तरह यदि बनाते है P P VIcosalpha तो 31 35 09848 क्योंकि पॉवर फैक्टर 09 है तो यह r 10669 किलोवाट है तो यह r उत्तर है तो होना चाहिए इसे मैच करना चाहिए I स्क्वायर r को होना चाहिए V I cos theta इसे मैच करना चाहिए Refer Slide Time 170 अब अगला एक और उदाहरण यह उदाहरण है कि एक 231 है जहाँ कही भी कुछ भी उल्लेखित नहीं है इसका अर्थ है 231 वोल्ट मतलब यह RMS वैल्यू है और पूरे समय हमने माना यह है कोण माना जब तक कि इसे उल्लेखित नहीं किया जाता है माना 231 कोण 0 o और दूसरी बात है कि लोड को 08 पॉवर फैक्टर लैगिंग दिया जाता है जब यह कहा जाता है कि लैगिंग इसका अर्थ है करंट वोल्टेज से लैग कर रही है जब भी पॉवर फैक्ट वह 08 दिया जाता है पॉवर फैक्टर लैगिंग का अर्थ है कि करंट वोल्टेज से लैग करती है तो करंट लैग करती है और यह दिया गया है कि जिसे कहते है वह है लोड 10 किलो वोल्ट एम्पीयर अर्थात है 10000 वोल्ट एम्पीयर और यह लोड है अब हमें जो करना है वह है माना हम बेहतर बनाना चाहते है पॉवर फैक्टर को माना 095 यह 08 था लेकिन अब हम उस पॉवर फैक्टर को 09 करना चाहते है जिसके लिए हमने एक शंट संधारित्र को जोड़ा है तो हमें यह पता लगाना होगा कि I IC अथवा C वैल्यू क्या है और संधारित्र को जोड़ने के बाद लोड करंट क्या है इसका अर्थ है यह समस्या परिभाषित है Refer Slide Time 1905 तो देखें C की वैल्यू क्या है कुल पॉवर फैक्टर बनाने के लिए अर्थात लोड शंट संधारित्र 095 लैगिंग और प्राप्त की गयी करंट संधारित्र को स्थापित करने से पहले और बाद में देखें जब हम है संधारित्र को स्थापित करने से पूर्व Refer Slide Time 1911 यह सर्किट यह वहां नहीं होना चाहिए यह वहां नहीं है उस समय पर I होना चाहिए IL यह वहां नहीं है यह जुड़ा नहीं है यह सरल सर्किट है यह सरल सर्किट है तो मान लीजिए इसे हटा दिया है इसे हटा दिया है तो करंट इस तरह से बहती है यह हटा दी जाती है और यह वोल्टेज स्रोत वहां है तो यह उस समय पर I IL है तो उस समय हमें यह पता लगाना होगा कि करंट क्या है और इसे लगाने के बाद हम चाहते है कि संयुक्त पॉवर फैक्टर 095 लैगिंग होना चाहिए इसका अर्थ है हमें इसके लिए हमें इसका संयुक्त पॉवर फैक्टर ज्ञात करना होगा तब उसके लिये C और IC इत्यादि की वैल्यू क्या होगी I हमें हर चीज की गणना करनी है Refer Slide Time 1954 तो उसके लिए जब संधारित्र स्थापित करने से पहले करंट पहले से लोड द्वारा ड्रा की जाती है मैंने बताया था उस समय पर जब संधारित्र वहां नहीं है संधारित्र को हटा दें तो IL होगी जिसे कहते है वोल्टेज द्वारा लोड की ऐपरेंट पॉवर तो 10 KVA का अर्थ है 10000 वोल्ट एम्पीयर 231 वोल्ट द्वारा विभाजित सप्लाई वोल्टेज दी गयी है यह 4329 r है जिसे एम्पीयर कहते है तो यह 4329 एम्पीयर है अब यह पॉवर फैक्टर है लैगिंग 08 दिया गया है Refer Slide Time 2023 तो पॉवर फैक्टर r है जिसे कहते है यह 369 है इसका अर्थ है वास्तव में करंट सिर्फ एक मिनट करंट वास्तव में यह 4329 कोण 369 o है जब भी एक लैगिंग पॉवर फैक्टर है मतलब करंट लैग कर रही है अब यह करंट 4329 कोण 369 9 o है अब हमने एक संधारित्र को जोड़ा है जब भी इस समस्या को हल करते है तो पहले नोटबुक पर सर्किट को ड्रा करें फिर समग्र फैक्ट पॉवर फैक्टर बनाने के लिए इस वीडियो व्याख्यान को सुनें अब हमें इसे 095 लैगिंग बनाना है Refer Slide Time 2103 तो उस मामले में क्या होगा कि हमारे cos डेल्टा ने कहा था अब नया पॉवर फैक्टर माना cos delta095 तो डेल्टा 182 o यह लैगिंग है अब चूंकि विशुद्ध संधारित्र 90o पर V और IC के साथ एक लीडिंग करंट ड्रा करता है लंबवत दर्शाया जाता है यह सिंबल V का एक लंबवत होता है और r V द्वारा 90o द्वारा लीड करता है Refer Slide Time 2123 तो अगर देखें कि यह एक वह करंट यह शुरूवात में वोल्टेज V 231 कोण 0 o Refer Slide Time 2131 तो हमने इस IL को ले लिया है और करंट में यह r 4329 है और यह कोण 36 है या करंट लैग कर रही है यह 369 o है अब संधारित्र लगाने के बाद संधारित्र वास्तव में कैपेसिटिव करंट 90o द्वारा वोल्टेज तक पहुंच जाएगी तो यह IC है तो हमारे पास समान चीज है यह एक फेजर है तो जिस तरह से करते है वैक्टर के साथ समान चीज हम इसे बना रहे है IC रीड करने के बाद यह है यह है तो IC जिसके लिए यह भाग कि यह डेल्टा है यह दिया जाता है यह वास्तव में एक है पॉवर फैक्टर 095 होना चाहिए तो हमें चार नए पॉवर फैक्टर मिले है कोण 182 o है हम पॉवर फैक्टर में सुधार करना चाहते है 295 तो यह उच्च यह q है और माना यह y है तो जिसमें से और यह मेरा IL है यह मेरा IL है जो 43 पॉइंट r 29 o है अब यदि देखें कि x के बराबर है आइये इसे साफ़ करें Refer Slide Time 2228 तो x यह मेरा x है यह मेरा x xrILrcos369 o है यह मेरा x है तो क्षैतिज प्रोजेक्शन तो यह 34 पॉइंट r 63 है अब y यह मेरा y है और यह मेरा डेल्टा है तो tan deltay बाय x इसीलिये yx tan delta तो x हमें प्राप्त हुआ 3463 और tan डेल्टा डेल्टा 182 o है क्योंकि पॉवर फैक्टर हम 095 लैगिंग चाहते है तो यह 182 o है तो थीटा जिसे कहते है थीटा r 30 r क्षमा करें tan 182 o क्षमा करें तो इसका अर्थ है y 1139 इसका अर्थ है यह ऊँचाई y 1139 तो इसका अर्थ है r IC करंट का परिमाण होगा यह IC होगी 4329 r 11 पॉइंट जो भी आता है 1139 यह है r कैपेसिटिव करंट परिमाण 4329 1139 होगा तो यह मेरी I C इसे रेडियल द्वारा दिखाया गया है इसी तरह इसका अर्थ है q ऊर्ध्वाधर प्रोजेक्शन IL sine थीटा तो यह मेरा q है तो यह वास्तव में आ रहा है कितनी यह चीज 4329 साइन 369 o तो मेरा q वास्तव में आ रहा है r26 तो यह ऊंचाई है यह मेरा 26 है तो उस मामले में इसे जो कहते है है हमें प्राप्त हुआ है y y क्या 1139 और IL नहीं क्षमा करें यह वास्तव में IL है क्षमा करें ऊर्ध्वाधर वाला क्षमा करें 4329 नहीं यह मेरा q है यह q y होगा यह मेरी IC है क्षमा करें है यह एक नहीं q y I C तो इसीलिये ICq 26 है और y हमें r 1139 मिला जो भी आया यह मेरी संधारित्र करंट I है मैंने इसे मिस कर दिया था मैंने सोचा कि यह ऊर्ध्वाधर रेखा यह मेरी I L है यह 4329 है तो यह q y होगा तो 26 11 पॉइंट r39 Refer Slide Time 2446 तो यह एक यदि ऐसा है यह r सप्लाई करंट है I होगी अब रूट ओवर x स्क्वायर y स्क्वायर तो 3463 स्क्वायर 1139 स्क्वायर यह बन रही है अब 3646 एम्पीयर और अब IC वास्तव में q y वहाँ गलती से मैंने लूप करंट ले ली तो क्योंकि यह वहां लिखा है तो वास्तव में जो यह है r q y तो यह 1461 एम्पीयर आ रही है तो ICrω CV तो इसी तरह जानते है v जानते है ω तो जानते है जिसे कहते है I C तो यह पता लगा सकते है कि C की वैल्यू क्या है Refer Slide Time 2532 तो यह एक IC आ रही है क्षमा करें वह I C 1461ω है 2पाई है यह 50 हर्ट्ज है दी गयी आवृत्ति है और वोल्टेज 231 है तो C 201 माइक्रो फैराड यह उत्तर है Refer Slide Time 2539 तो इसी तरह एक और चीज है दिया जाता है एक समानांतर सर्किट 100 वोल्ट मतलब लें 100 कोण 0 100 कोण 0 और यह 6 r j 8 है और यह r4 jj3 है तो अगर I 1 I 2 को ज्ञात करना है Refer Slide Time 2557 तो इस मामले में b 100 कोण 0 सरलता से I एक समानांतर सर्किट 100 अपोन 6 j8 प्राप्त करेगी 10 कोण 532 o एम्पीयर I 2 मिलेगी 100 कोण 0 बाय 4 j3 मिलेगी 16 j 12 20 कोण 36 पॉइंट r 8 o एम्पीयर और I जिस तरह से KCL अप्लाई करते है I 1 I 2 होगी 2235 कोण 103o Refer Slide Time 2917 यह I है लेकिन बनाने का एक दूसरा तरीका आसान गणना करने का एक दूसरा तरीका है वह Yलिखें 1 अपोन j अर्थात एडमिटेंस लिखें 1 अपोन z Refer Slide Time 2630 इसीलिये Y1 r1 अपोन z अर्थात आ रहा है 006 z008 तो इसी प्रकार Y2 बनायें 1 अपोन j सिर्फ न्यूमरेटर और डीनोमिनेटर को यहाँ 4 j3 द्वारा गुणा करने को तो यह होगा 6 स्क्वायर 8 स्क्वायर इसी तरह यहाँ भी न्यूमरेटर द्वारा विभाजित 4 j3 द्वारा गुणन तो 016 j मिलेगा यह एडमिटेंस की इकाई है अधिक है तो इकाई अधिक है तो इसी तरह इसका अर्थ है यहाँ से Y1 यह आ रहा है Y1 00 6 j 0 के लिए 008 g1 फिर 006 b 1 008 Refer Slide Time 2708 इसी तरह Y2 016 j 012 g2 jb2 g2 016 और b 2 012 है इसीलिये r समानांतर प्रतिरोध इम्पिडेंस I के पास एक ही चीज है हम नहीं जानते है 1 अपोन r1 अपोन r11 अपोन r2 Refer Slide Time 2725 तो यहाँ भी 1 अपोन j यह बनायें 1 अपोन z1 1 अपोन z2 1 अपोन z Y है तो समानांतर सर्किट एडमिटेंस के लिए को जोड़ना होगा जैसे की सीरीज में प्रतिरोध जोड़ते है तो यदि इसे जोड़ दें तो यह बन जाएगा Y g jb इस तरह g को कंडक्टेंस कहते है b को ससेप्टटेंस कहते है Refer Slide Time 2747 तो gg1 g2 so g 2 तो यह 022 होगा और b होगा b 1 b 2 यह poi 004 होगा Refer Slide Time 2757 तो Yg jb तो यह 022 j 004 अधिक होगा अब I V बाय Z लेकिन 1 बाय Z I इसीलिये यह YV होगा Refer Slide Time 2812 तो b 100 कोण 0 है और यह r Y है यदि गुणा करें I बन जाएगा 2235 कोण 103 o एम्प पहले की तरह ही है इसी तरह I 1 V r Y1 तो यह r 10 कोण 532 o एम्पीयर हो जाएगा और I 2 100 कोण 0 r जिसे कहते है r Y 2 तो यह हो सकता है यदि होता है तो यह बन जाएगा 20 कोण 368 o एम्पीयर पहले की तरह ही दोनों इम्पिडेंस और एडमिटेंस दोनों को एक साथ लिया जाता है और एक समान उत्तर मिला Refer Slide Time 2842 तो एडमिटेंस एक आसान हो जाएगा क्योंकि गणना गणना और आसानी से पोलर से रेक्टेंगुलर रेक्टेंगुलर से पोलर में कन्वर्ट किया जा सकता है और यह फेजर आरेख V है एक संदर्भ के रूप में लिया जाता है और r I 110 एम्पीयर V से लैग कर रहा है 532 o I 2 20 एम्पीयर है 368 o से लीड कर रही है और परिणामी करंट I 103 o द्वारा b से लीड कर रही है तो यह है जिसे कहते है यह है वोल्टेज और करंट I के बीच कोण का 103 os तो यह मेरा पॉवर फैक्टर कोण है Refer Slide Time 2912 तो पॉवर फैक्टर cosine103 os तो 09838 और इनपुट पॉवर VIcos थीटा यह 2198793 वाट है Refer Slide Time 2924 तो इसी तरह अगर बनाते है P1 I 1 स्क्वायर R1 अर्थात शाखा 1 के लिए करंट का परिमाण 10 स्क्वायर 6 यह 600 वाट है शाखा 2 के लिए यदि बनाते है I 2 स्क्वायर R2 यह 20 स्क्वायर 4 1600 वाट है कुल 2200 वाट है यहाँ यह 2198793 आ रहा है क्योंकि यह दशमलव स्थान ट्रंकेटेड है यदि तीन दशमलव स्थानों तक ले जाया जाता है या यहाँ पाँच दशमलव स्थानों तक ले जाया जाता है 2200 वाट प्राप्त होगा Refer Slide Time 2950 उदाहरण के लिए पॉवर फैक्टर मैंने पांचवां दशमलव स्थान लिया है तो उस मामले में यह एक 219996 पर आ रहा है जो कि एक चेक के लिए 2200 वाट है और यहाँ चार दशमलव स्थान तक लिया गया है इसीलिये यह 198793 को दिखा रहा है लेकिन यह सिर्फ मैच होता है तो यहाँ यह मैच हो रहा है • Glossary English Word Hindi Word Meaning across अक्रॉस आर पार Admittance एडमिटेंस एडमिटेंस alpha अल्फा अल्फा Amp एम्प एम्प ampere एम्पीयर एम्पीयर apparent ऐपरेंट स्पष्ट applied voltage एप्लाइड वोल्टेज लागू किया गया वोल्टेज arrow एरो तीर का निशान by बाय द्वारा call कॉल पुकारना capacitance कैपेसिटेंस संधारित्रता capacitive कैपेसिटिव संधारित्र check चेक जाँच Conductance कंडक्टेंस चालकत्व consider कंसीडर विचार करना convert कन्वर्ट रूपान्तरण cosine law कोसाइन लॉ कोसाइन नियम current करंट धारा delta डेल्टा डेल्टा denominator डीनोमिनेटर भाजक draw ड्रा खींचना fact फैक्ट तथ्य form फॉर्म रूप hertz हर्ट्ज हर्ट्ज inductance इंडक्टेन्स प्रेरक inductor इंडक्टर प्रेरित्र Input इनपुट निविष्ट into इनटू में kilo hertz किलो हर्ट्ज किलो हर्ट्ज kilo volt ampere किलो वोल्ट एम्पीयर किलो वोल्ट एम्पीयर lag लैग पीछे रह जाना lagging लैगिंग धीरे पहुँचने वाला lead लीड अग्रणी leading लीडिंग शीघ्र पहुँचने वाला load लोड भार loop current लूप करंट कुंडली धारा match मैच मेल micro Farad माइक्रो फैराड माइक्रो फैराड mille Henry मिली हेनरी मिली हेनरी minute मिनट मिनट miss मिस भूलना notebook नोटबुक स्मरण पुस्तक numerator न्यूमरेटर अंश गणक over ओवर ऊपर phase फेज चरण phasor फेजर फेजर pi पाई पाई point पॉइंट बिंदु polar पोलर ध्रुवीय power पॉवर शक्ति power factor पॉवर फैक्टर शक्ति कारक projection प्रोजेक्शन प्रक्षेपण quantity क्वांटिटी मात्रा radial रेडियल रेडियल reactance रीएक्टेन्स रीएक्टेन्स read रीड पढ़ना real रियल वास्तविक resist रसिस्ट प्रतिरोधक ripple रिपल छोटी तरंग root रूट वर्गमूल series circuit सीरीज सर्किट श्रृंखला परिपथ shunt शंट पार्श्वपथ sign साइन चिह्न Single Phase AC Circuits सिंगल फेज AC सर्किट्स एकल चरण AC परिपथ square स्क्वायर वर्ग supply सप्लाई आपूर्ति Susceptance ससेप्टटेंस ससेप्टटेंस symbol सिंबल प्रतीक theta थीटा थीटा truncated ट्रंकेटेड विच्छन्न upon अपोन ऊपर value वैल्यू मूल्य vector वैक्टर वैक्टर video वीडियो चलचित्र volt वोल्ट वोल्ट voltage drop वोल्टेज ड्रॉप वोल्टेज घटाव Watt वाट वाट